अब हम उस समस्या को जारी रखेंगे तो दूसरे पुनरावृति के लिए हमने पावर लॉस 4334 MW देखी हैं और Pg1 Pg2 दूसरा पुनरावृति के बाद 18458 18131 MW है तो अब आपको मिसमैच की जाँच करनी हैं जो कि जेनरेशन माइनस लोड या लोड माइनस जेनरेशन है तोइस स्थिति में Pg23704334 18458181348414 MW है जो कि अभी अभिसरित नही हुआ है आगे हम क्या करेंगे कि उस जेनरेशन के डेटा का उपयोग करके और ये सभी चीजों का उपयोग करके गणना करते है तो i12dPgi dλ017541×0000052017510759×0000052 017541×0000082017510759×00000825364 प्राप्त होता है इसलिए 8414536415686 तो यह बदल रही है मतलब तीसरी पुनरावृति में 10759156861091586 हैं तो तीसरी पुनरावृति के लिए आप पुनः सामान सूत्र का उपयोग करके गणना करे तोPg11091586 41201751091586×000005188849 MWआती है सामान सूत्र में आप प्रति स्थापित करें तो Pg21091586 41201751091586×000008185483 MW आती है तो इस प्रकार यह आपका तीसरी पुनरावृति के बाद Pg1और Pg2 है अब ये दो जेनरेशन मानों का उपयोग करके आप तीसरी पुनरावृति में पॉवर लॉस कि गणना करें तो यह सूत्र दिया गया था

तो PLoss000005×1888492000008×1854832 इस प्रकार त्रुटि है Pg3704535 1888491854830203 MW तोयह भी अभी अभिसरण के लिए पर्याप्त नही है तो क्या करेंगे एक और पुनरावृति का पता लगाएंगे तो i12dPgidλ5358 लेकिन आप इसका उपयोग करके कृपया लैम्ब्डा 3 की मान की गणना करें मैं आपको अंतिम उत्तर दे रहा हूँ यह 5358 है इस प्रकारआपका 020355358003788 आती हैं इसलिए 1091586003788109196 तो चौथे पुनरावृति के लिए आप चौथे पुनरावृति पर Pg1 Pg2 की गणना करते हैं और सामान अभिव्यक्ति में इस मान को प्रति स्थापित करेंतो आपको 18895 MW प्राप्त होगी और यह Pg2 18558 MW प्राप्त होगी तो इसके बाद आपको यह PLoss4000005×188952000008×185582454 MW मिलेगा अब त्रुटि की जाँच करें तो Pg370454 1889518558001 MW हैं तो यह वास्तव में 001 MW आ रहा है और यह मान काफी छोटा है और इस तरह हल अभिसरित हो गया हैं तो जब हम यहाँ इस लॉस सूत्र का उपयोग करते है तो यह ज्यादा संख्या में पुनरावृति लेता है यहाँ यह कम से कम चार पुनरावृति यों को अभिसरण होने के लिए ले रहा है लेकिन ग्रेडिएंट विधि का यह लाभ है कि प्रत्येक पुनरावृति में आप आसानी से डेल्टा लैम्ब्डा की गणना कर सकते हैं और तदनुसार आप अपने लैम्बडा जेनरेशन और नुकसान को संशोधित कर सकते हैं तो यह आपका अंतिम उत्तर है तो Pg118895 MW हैं यह λ109196 RsMWhr कहें और यह Pg118895 MW Pg218558 MWऔर Ploss454 MW हैं तो चौथे पुनरावृति के बाद यह उत्तर है यदि आप और अधिक सटीकता चाहते हैं तो आप आगे के लिए जा सकते हैं लेकिन वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है हम मान लें कि हल अभिसरित हो गया है अब पेनाल्टी फैक्टर को पता करने के लिए सामान्य विधि पर आते हैं तोहालॉकि अभिव्यक्तियाँ बड़ी प्रतीत होती हैं लेकिन हम इन सभी गणितीय एप्लिकेशन को प्रदर्शित करने के लिए आपको छोटा उदाहरण देंगे तोपहले मैंने आपको बताया है कि पॉवर लॉस मूल रूप से प्रत्येक बस बार में पॉवर इंजेक्शन का योग है तो यह PLossi1nPii1mPgi i1nPLi है तो इस समीकरण को 70 अंकित करें और इस समीकरण में नाम करण भी दिया गया है तो इस समीकरण में n बस बार की कुल संख्या है m जेनरेटर बस बार की कुल संख्या है मेरा मतलब बसों से है जहाँ जेनरेटर जुड़ा हुआ हैं Pgi बस में वास्तविक पॉवर जेनरेशन हैं जो आपको ज्ञात है और PLi सामान्य बस i12m के लिए बस i पर वास्तविक पॉवर लोड हैं और लोड बस के लिए i12n और Pi बस i पर कुल वास्तविक पॉवर इंजेक्टेड है इसलिए यदि हम इस समीकरण का विस्तार करते हैं तो इसे हम PLossP1P2PmPm1Pm2Pn के रूप में लिख सकते हैं अबइस समीकरण को आप के संबंध में डेरीवेटिव लें dPLossdKdP1dKdP2dKdP3dKdPmdKdPm1dKdPndK for k23n तो अब दिए गए 2 3n से हम dPidK की लोड फ्लो समीकरण से स्पष्ट रूप से गणना कर सकते हैं मेरा मतलब है लोड फ्लो अध्ययन से 2 3n सब कुछ ज्ञात है तो यह भी गणना की जा सकती है इसका मतलब आपका PLossi1nPi मतलब आपकी यह चीज़dPLossdKdP1dKdP2dKdP3dKdPmdKdPm1dKdPndK for k23n इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि dPidK केवल लोड फ्लो समीकरणों से स्पष्ट है क्योंकि आपको लोड फ्लो का हल पता है अब समीकरण 71 इसका मतलब यह dPidK के लिए अभिव्यक्ति देता है हम जानते है कि PiPgi PLi हैं लेकिन PLi एक अपरिवर्तनशील है इसलिए आप kके संबंध में इसका डेरीवेटिव लेते हैं यदि आप इसका डेरीवेटिव लेते है तो dPidKdPgidK क्योंकि PLi अपरिवर्तनशील हैं अब इस समीकरण में चेन रूल ऑफ़ डिफरेनसिएसन का उपयोग करते हैं और इसे आप इस तरह बनाते हैं dPLossdKdPLossdPg2dPg2dKdPLossdPg3dPg3dKdPLossdPg4dPg4dKdPLossdPgmdPmdK तो dPLossdKdPLossdPg2dP2dKdPLossdPg3dP3dKdPLossdPg4dP4dKdPLossdPgmdPmdK तो यह चेन रूल ऑफ़ डिफरेनसिएसन हैं तो इस तरह आप k23n के लिए लिख सकते हैं अबसमीकरण 72 और 73 का उपयोग करके आप प्राप्त करेंगे तो यहाँ इस स्थिति में आपका डेल्टा Pg2भागा डेल्टा k डेल्टा Pg3भागा डेल्टा k आम तौर पर dPm भागा dk तो अब क्योंकि लॉस सभी जेनरेशन का एक फंक्शन है सिर्फ केवल स्लैक बस को छोड़कर यही कारण है कि यह mth पद तक लिखा है क्योंकि आपके पास m जेनरेटर है इसलिए यह Pg2Pg3 से शुरू हो रहा है और Pgm तक हैं तो इस स्थिति में आप समीकरण 73 को इस तरह बना सकते हैं तो मूल रूप से आप इसे dPg2dKdP2dK dPg3dKdP3dK बना सकते हैं और अब यह dPg2dK को dP2dK द्वारा बदल सकते हैं केवल समीकरण 72 से फिर से प्रत्येक पद नही लिख रहा हूँ लेकिन dPgidKdPidK सामान्य रूप से समझने योग्य है तो इसी तरह से आपके dPgmdKdPmdK केवल इस समीकरण से तो यह k23n के लिए समीकरण 74 है तो इसे आप चेन रूल ऑफ़ डिफरेनसिएसन कहते हैं अब अगला चूँकि PLoss फंक्शन में Pg1 शामिल नहीं है क्योंकि PLoss Pg2Pg3Pgm का एक फ़ंक्शन है यहाँ Pg1 dPLossdPg10 हैं और समीकरण 73 में शामिल नहीं किया गया है इसीलिए इस समीकरण में यह शामिल नहीं है क्योंकि PLoss आपके Pg1का फंक्शन नहीं है यही कारण है कि यह Pg2Pg3Pgm है और हमने डेरीवेटिव लिया है अब समीकरण 74 को समीकरण 71 से घटाते हैं आपको समीकरण 71 से समीकरण 74 को घटाना है तो आप 74 को 71 से घटा रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो तब dP1dKdP2dK1 dPLossdPg2dP3dK1 dPLossdPg3dPmdK1 dPLossdPgmdPm1dKdPm2dKdPndK0तो k23n के लिए यह समीकरण 75 है अब यह वास्तव में आपके डेल्टा k के लिए है तब k23n इसलिए जब आप k2 रखेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगा जब आप k3 रखेंगे तो आपको एक और समीकरण मिलेगा तो इस तरह से आपके पास n समीकरण है क्योंकि यह nth पद तक जा रहा है मान लीजिए कि यह समीकरण 75 है अब यह समीकरण dP2dK1 dPLossdPg2dP3dK1 dPLossdPg3dPmdK1 dPLossdPgmdPm1dKdPm2dKdPndK dP1dKतो इस स्थिति में k2k3kn इस तरह से लगातार रखते जाएंगे तो आप गैर रेखीय समीकरण के सेट प्राप्त करेंगे अबअगर ये समीकरणों को आप मैट्रिक्स के रूप में बनाना चाहते हैं तो दाएँ तरफ कॉलम वेक्टर dP1d2 dP1d3इस तरह से लिखें जाएंगे तो यह समीकरण को 75 लिख सकते हैं dP2d2 dPmd2 ⋱ dP2dn dPmdn dPnd2 dPndn 1 dPLossdPg2 1 dPLossdPgm 1 1 dP1d2 dP1dn अब इसे समीकरण 76 कहेंगे वास्तव में बस पॉवर Pi k कोणों से संबंधित करता है और मैट्रिक्स J1 Tट्रांस्पोज है जो हमने लोड फ्लो के अध्ययन में J1J2 J3J4 देखा है तो यह मैट्रिक्स वास्तव में J1 Tट्रांसपोज़ है तो लोड फ्लो अध्ययन के बाद आप सब कुछ जानते हैं इसलिए आसानी से हम इसकी की गणना कर सकता है तो यह वास्तव में पेनाल्टी फैक्टर के रेसिप्रोकल हैं सामान्य रूप से पेनाल्टी फैक्टर को हमने Li 1 dPLossdPgi इस प्रकार लिया है तो ये मूल रूप से पेनाल्टी फैक्टर हैं यदि आप यह जानते हैं तो आप आसानी से इसे J1 ट्रांस्पोज द्वारा गुणा कर सकते हैं और दोनों तरफ इनवर्स ले सकते हैं और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक कॉलम वेक्टर मिल जाएगा और इसके बाद आपके दाएँ तरफ 1 1 1 आएगा और आसानी से समीकरण 76 प्राप्त किया जा सकता है और समीकरण 41 से जो कि हमने लोड फ्लो अध्ययन में किया है तो इससे आपके द्वारा लोड फ्लो अध्ययन के बाद समीकरण 76 को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो अब इसे आप डेरीवेटिव ले तो यह dP1dKV1VKG1Ksin 1 k B1Kcos 1 K इसे हम समीकरण 76 अंकित करते है और यह k23n इस प्रकार समीकरण 76 का उपयोग करके पेनाल्टी फैक्टर का पता लगाना बहुत आसान है क्योंकिलोड फ्लो के अध्ययनों के बाद आप J1मैट्रिक्स और J1 ट्रांस्पोज मैट्रिक्स को जानते हैं और लोड फ्लो के अध्ययन के बाद दाहिने तरफ की ये V मापदंड ज्ञात है और ये G और B लाइन मापदंड भी आपको ज्ञात है तोजो भी मान आपको प्राप्त होगा इसका रेसिप्रोकल आपको पेनाल्टी फैक्टर देगा क्योंकि पेनाल्टी फैक्टर इन पदों के रेसिप्रोकल के बराबर है तो इस प्रकार चेन रूल ऑफ़ डिफरेनसिएसन और लोड फ्लो अध्ययन के द्वारा आप पेनाल्टी फैक्टर प्राप्त करते हैं इसका मतलब है कि इसका मूल्यांकन करने के लिए आपको लोड फ्लो का अध्ययन करना होगा अबहम इसे खत्म करने के बाद लॉस सूत्र पर आएँगे और देखेंगे कि Pg2Pg3 के पदों में कैसे P लॉस को प्राप्त करेंगें तो ये सरल बात है केवल थोड़ी बहुत अभ्यास की जरुरत हैं जहाँ तक कक्षा कार्य का संबंध है केवल दो बस या तीन बस उदाहरण संभव है जिसमे एक स्लैक बस है तो कक्षा अभ्यास में दो बस से अधिक उदाहरण संभव नही हैं बहुत छोटे उदाहरण हम देख सकते हैं यदि आप बड़ा उदाहरण बड़ा आयाम आकार लेते हैं तो कोडिंग के बिना हम नहीं कर सकते हैं